नमस्ते सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने वास्तव में हार्डवेयर ट्रोजन को देखा था हमने हार्डवेयर ट्रोजन का पता लगाने के लिए दो तंत्रों को देखा था पहले को FANCI कहा गया था जो आईपी कोर में मौजूद हार्डवेयर ट्रोजन का पता करता था दूसरा एक फैब्रिकेटेड आईसी में हार्डवेयर ट्रोजन की उपस्थिति की पहचान करने के लिए एक डिवाइस की बिजली खपत जैसे साइड चैनल का उपयोग कर रहा था अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इन सभी तकनीकों का उल्लेख किया है जो एक निश्चित सीमा तक सफल रहे हैं बहुत आसानी से ट्रोजन डेवलपर्स हार्डवेयर ट्रोजन लिख सकते हैं जो विशेष रूप से इन सभी तकनीकों को बायपास कर सकते हैं जिन्हें हार्डवेयर ट्रोजन का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है इस विशेष समस्या को हल करने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि यदि हम हार्डवेयर ट्रोजन की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकें तो हम सर्किट को इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि सर्किट में हार्डवेयर ट्रोजन की प्रविष्टि मुश्किल हो जाए इस व्याख्यान में हम साइलेंसिंग हार्डवेयर बैकडोर नामक पेपर को देखेंगे इस पेपर को वास्तव में ओकलैंड 2011 में प्रस्तुत किया गया था और ढेर सारी स्लाइड्स जो आज हम इस वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे वह एडम वक्समैन की 2011 ओकलैंड में पेपर प्रस्तुत होने के दौरान हुई बात से ली गई है अब बहुत सारे पेपर इस तथ्य पर आधारित हैं कि हार्डवेयर ट्रोजन में दो घटक शामिल हैं पहला घटक एक ट्रिगर के रूप में जाना जाता है और दूसरा घटक जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में देखा है पेलोड है यदि हम किसी तरह से अपने हार्डवेयर मॉडल को इस तरह डिजाइन कर लिया जाए जैसे कि ट्रिगर को बनाना मुश्किल है तो पेलोड एक हार्डवेयर ट्रोजन के बावजूद कभी भी निष्पादित नहीं होगा ट्रोजन शायद मौजूद हो सकता है अगर ट्रिगर हमलावर की अपेक्षा के अनुसार कभी नहीं आई तो पेलोड कभी भी निष्पादित नहीं करेगा और डिवाइस द्वारा एक संवेदनशील जानकारी या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां कभी नहीं होंगी इसलिए महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पेपर किस बारे में बात करता है कि हम हार्डवेयर ट्रोजन को कैसे ट्रिगर करेंगे इस पूरी बात में आवश्यक विचार ट्रिगर को छिपाने का एक तरीका है ताकि पेलोड कभी भी निष्पादित न करें एक साधारण विचार यह है कि विभिन्न तरीकों की गणना करना है जो एक ट्रिगर्स एक हार्डवेयर डिज़ाइन में कितनी तरीके से दिखाई दे सकते हैं और एक हमलावर के लिए वास्तव में मुश्किल बनाने का प्रयास करना है कि वह ट्रोजन्स को इन विभिन्न प्रकार के ट्रिगर्स के साथ डिजाइन ना कर सके इसे समझने के लिए हम एक हार्डवेयर मॉड्यूल की एक उच्च स्तरीय तस्वीर लेते हैं और जो हम देखते हैं वह यह है कि प्रत्येक हार्डवेयर मॉड्यूल में कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट प्रदान करते हैं इन इनपुट को वैश्विक इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे कलॉक रीसेट सिग्नल इसके अलावा और भी एक नियंत्रण इनपुट जो हार्डवेयर मॉड्यूल की सटेट मशीन को संशोधित करता है उदाहरण के लिए मेमोरी से पढ़े गए डेटा इनपुट इत्यादि और इनमें से प्रत्येक विशेष ट्रिगर्स के आउटपुट को प्रभावित करेगा इन प्रत्येक इनपुट्स का वैश्विक नियंत्रण डेटा और परीक्षण संभावित रूप से एक तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से एक ट्रिगर को सक्रिय किया जा सकता है इसलिए इस विशेष कार्य में हम मुख्य रूप से उन ट्रिगर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ग्लोबल सिग्नल कंट्रोल सिग्नल और डेटा सिग्नल के माध्यम से आ सकते हैं इसलिए इन ग्लोबल सिग्नल कंट्रोल और डेटा में से प्रत्येक में अलग अलग तरह के ट्रिगर्स होंगे इसलिए हम ट्रिगर्स को ग्लोबल सिग्नल के आधार पर कॉल करते हैं जैसे कि टीकिंग टाइम बम कंट्रोल सिग्नल जो चीट कोड भी हो सकते हैं जो सिंगल शॉट या अनुक्रम में होते हैं तो हम इस विशेष वीडियो व्याख्यान में क्या देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक ट्रिगर्स कैसे दिखेगा और हम अपने हार्डवेयर मॉड्यूल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि इन ट्रिगर्स को रोका जा सके या इस तंत्र के साथ हार्डवेयर ट्रोजन का निर्माण करना किसी हमलावर के लिए मुश्किल हो तो चलिए ट्रिगर टीकिंग टाइम बम से शुरू करते हैं अनिवार्य रूप से अगर हम इसे अपने हार्डवेयर मॉड्यूल के रूप में मानते हैं कि टीकिंग टाइम बम क्या करता है तो यह ठीक समय की प्रतीक्षा करता है और फिर इस समय को निष्पादित करने के लिए हार्डवेयर ट्रोजन पेलोड को ट्रिगर करता है जो आमतौर पर हमलावर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है हमलावर चाहते हैं कि ट्रोजन का ट्रिगर कुछ महीनों के बाद या शायद कुछ हफ्ते या शायद साल के दौरान एक विशिष्ट समय पर सक्रिय हो जाए तो अगर हम इस बारे में विस्तार से देखें कि टीकिंग टाइम बम के ट्रिगर को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा तो डिजाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा इसलिए यहाँ पर डिवाइस के लिए एक इनपुट होगा ताकि यह इनपुट या तो डेटा या कुछ और कह सके जो कि उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो यह मानक लॉजिक से गुजरेगा जो हार्डवेयर डिवाइस द्वारा समर्थित है और फिर आउटपुट जाता है ऐसे में हार्डवेयर ट्रोजन कुछ इस तरह दिखेगा हमारे यहाँ एक काउंटर होगा जो संभवतः हर कलॉक पल्स में बढ़ जाता है और इसके बाद इस काउंटर की तुलना ट्रिगर मूल्य से की जाती है उदाहरण के लिए बता दें कि हमलावर ने हार्डवेयर ट्रिगर को डिज़ाइन किया है ताकि वह एक साल के बाद सक्रिय हो जाए तो इसका मतलब है कि नियमित अंतराल पर जब काउंटर को बढ़ाया जाता है तो कंपैरेटर कलॉक साइकिल की संख्या की जांच करेगा जो बीत चुके हैं या समय की संख्या या राशि है और आमतौर पर अवधि की सही मात्रा समाप्त होने के बाद शून्य का मान आउटपुट 1 देता है साथ ही साथ एक दुर्भावनापूर्ण तर्क है जो उदाहरण के लिए मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से गुप्त इनपुट को लीक करता है इसलिए सामान्य ऑपरेशन में कंपैरेटर शून्य का एक आउटपुट देगा जिसका अर्थ होगा कि मूल लॉजिक्स परिणाम आउटपुट में भेजा जाता है दूसरी ओर जब समय की सही मात्रा समाप्त हो गई है तो कंपैरेटर आपको 1 का आउटपुट देगा जो मल्टीप्लेक्सर को दुर्भावनापूर्ण लॉजिक से आउटपुट को स्विच करने का कारण बनता है इसलिए जब कंपैरेटर 1 का आउटपुट प्रदान करता है जो निर्दिष्ट के बाद है समय बीत चुका है फिर इस दुर्भावनापूर्ण लॉजिक के अनुरूप पेलोड निष्पादित हो जाता है और गुप्त या संवेदनशील डेटा आउटपुट पर लीक हो जाता है अब टीकिंग टाइम बम को खामोश करने के लिए जो हम पहली बार मान रहे हैं वह एक युगीन अवधि के रूप में जाना जाता है अब यह अवधि कहीं भी 1 सप्ताह कुछ दिनों या एक महीने से भी कही जा सकती है और हम जो यहां मान रहे हैं वह यह है कि इस अवधि के दौरान हमने बड़े पैमाने पर पूरे डिजाइन का परीक्षण किया है ताकि कोई हार्डवेयर ट्रोजन इस विशेष अवधि के भीतर ट्रिगर न हो अब इस अवधि से परे हम निश्चित नहीं हैं कि हार्डवेयर ट्रोजन ट्रिगर हो सकता है या नहीं इसलिए इस टिकिंग टाइम बम को चुप कराने के लिए हम जो करते हैं वह यह है कि समय समय पर एक समान अवधि के बराबर हम पूरे सर्किट को रीसेट करते हैं यानी कि हम सर्किट की पावर को रीसेट करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो काउंटर समय बीत रहा है और हार्डवेयर ट्रोजन का हिस्सा है वह भी रीसेट हो जाएगा इसलिए इस काउंटर द्वारा अनुमेय अधिकतम गणना युगांतर तक है अब चूंकि हम अवधि के अंत में पावर को रीसेट करते हैं तो काउंटर रीसेट हो जाता है और शून्य से गिनना शुरू कर देता है अब हमारी धारणा और व्यापक परीक्षण के आधार पर कि कोई हार्डवेयर ट्रोजन नहीं हैं जो एक अवधि से कम समय के साथ चालू हो सकते हैं इस सर्किट को रीसेट करने से किसी भी ट्रोजन को ट्रिगर होने से रोका जा सकेगा हालांकि इसके संचालन के बीच में सर्किट को रीसेट करने की अपनी बाधाएं हैं इसलिए रीसेट करने का अर्थ है कि हमें पाइपलाइन को फ्लश करने की आवश्यकता होगी जिसे हमें पूरे सिस्टम की वर्तमान स्थिति को बचाने की आवश्यकता है ताकि जब पावर फिर से चालू हो जाए तो हार्डवेयर डिवाइस वास्तव में निष्पादित करना जारी रख सके जहां से यह बंद हो गया था हार्डवेयर के विभिन्न घटक जैसे रजिस्टर ब्रांच हिस्ट्री टारगेट इत्यादि को सेव करने की आवश्यकता होती है अब हम अब चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह के सुरक्षा तंत्र को बायपास करने का कोई तरीका है क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमलावर अभी भी एक समय में ट्रोजन पेलोड को ट्रिगर कर सकता यद्यपि अवधि को रिसेट कर दिया गया हो इसलिए एक बात जो हमलावर कर सकता है वह यह है कि समय समय पर हमलावर वास्तव में काउंटर को मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकता है इसलिए यह मेमोरी लोकेशन हम मान सकते हैं कि यह नॉन वोलेटाइल है और हम वास्तव में क्या कर सकते हैं कि जब पावर को दोबारा शुरू किया जाए तो काउंटर को स्टोर किए गए मूल्य से फिर से शुरू करना होगा इस तरह से हमलावर काउंटर की लागत 2 तक गिन सकता है जो युग के समय से अधिक है तो यह करने के लिए कि हमलावर को क्या आवश्यकता होगी यह कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फ्लैश मेमोरी की कुछ मात्रा आईसी के भीतर मौजूद हो ताकि हमलावर उदाहरण के लिए हार्डवेयर डिजाइन के भीतर फ्लैश की कुछ सेल्स को जोड़ सके और मध्यवर्ती काउंटर मूल्यों को संग्रहीत करने के लिए इस दुर्भावनापूर्ण फ्लैश का उपयोग कर सके एक चीज जो वास्तव में इसे रोकने के लिए की जा सकती है वह है डिवाइस को बार बार चालू करना और बंद करना उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि कलॉक के स्रोत को पावर स्रोत से कनेक्ट करें इसलिए डिवाइस निरंतर और बहुत उच्च दर पर चालू और बंद रहता है और अगर फ्लैश मेमोरी मौजूद है तो क्या होगा कि फ्लैश मेमोरी नष्ट हो जाएगी इस प्रकार भले ही हमलावर फ़्लैश को जोड़ने और इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में इंटरमीडिएट काउंटरों को संग्रहीत करने का निर्णय लेता है लेकिन इस बार बार चालू होने और डिवाइस को बंद करने से फ्लैश नष्ट हो जाएगा टिकिंग टाइम बम के लिए इस सुरक्षा तंत्र को बायपास करने का एक और संभावित तरीका यह है कि काउंटर के इस मध्यवर्ती मूल्य को उदाहरण के लिए रैम में कुछ मेमोरी लोकेशन में लिखा जाए और रीसेट के बाद यह मान लिया जाए कि रैम मान का क्षय नहीं हुआ है जैसे कि अनमास्क इंटरप्ट को इस तंत्र में डिजाइन करना काफी कठिन होता है ताकि हमें पता चल सके कि बिना रुकावट के अनमास्क इंटरप्ट अवरोधों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और यदि उपकरण बंद होने के समय या जब पावर रीसेट किया जा रहा है उस दौरान एक अचूक बाधा उत्पन्न होती है तो वह व्यवधान समाप्त हो जाएगा इसे रोकने के लिए एक FIFO का उपयोग किया जा सकता है जो अस्थायी रूप से इस पावर रीसेट समय के दौरान बिना रुकावट के अनमास्क इंटरप्ट को स्टोर करेगा अन्य पहलू जो चीजों को कठिन बना सकते हैं प्रदर्शन काउंटर हैं जो टाइम बम का स्रोत भी हो सकते हैं ट्रोजन को ट्रिगर करने का एक और तरीका चीट कोड है उदाहरण के लिए चीट कोड के साथ विशिष्ट इनपुट 0x0XCAFEBEEF जब ट्रिगर सर्किट को दिया जाता है जो ट्रिगर सर्किट पर सक्रिय होता है जो बदले में हार्डवेयर ट्रोजन के पेलोड को सक्रिय करेगा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब इनपुट में एक विशिष्ट पता मौजूद होता है तो यह विशिष्ट पता 1 के लिए ट्रिगर मूल्य निर्धारित करेगा जो तब आउटपुट के प्रति संवेदनशील डेटा को लीक करने के लिए एक मल्टीप्लेक्सर को स्विच करेगा हार्डवेयर ट्रोजन का एक विशिष्ट चीट कोड कुछ इस तरह दिखाई देता है हमारे यहाँ इनपुट है और हमलावर विशिष्ट चीट कोड यहाँ पर संग्रहीत हैं तो आने वाले प्रत्येक इनपुट के लिए संग्रहीत कोड के बीच तुलना की जाती है और 0 या 1 का आउटपुट प्राप्त किया जाता है तो इनपुट के लिए जो कि चीट कोड के बराबर नहीं हैं मल्टीप्लेक्सर ने आउटपुट के रूप में मूल लॉजिक को चुना और परिणाम सामान्य रूप में काम करेंगे और जब इनपुट चीट कोड के बराबर होगा तो मल्टीप्लेक्सर फिर से दुर्भावनापूर्ण हो जाएगा और उसके बाद गुप्त जानकारी लीक हो सकती है तो एक चीट कोड के साथ सक्रिय रूप से हार्डवेयर ट्रोजन को कैसे रोका जाएगा इसलिए एक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि हमलावर द्वारा निर्धारित चीट कोड कभी भी उसकी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं किया जाता है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक एनक्रिप्टर्स मॉड्यूल है तो यहां पर जो भी इनपुट दिया जाता है उसे पहले एन्क्रिप्ट किया जाता है या दूसरे शब्दों में कुछ अन्य मान में बाधा आती है तो हार्डवेयर मॉड्यूल इस एन्क्रिप्टेड डेटा पर काम करता है और फिर एक डिक्रिप्टेड मॉड्यूल होता है और तत्काल सही आउटपुट मिलता है तो पहले ध्यान दें कि चूंकि या हर एनक्रिप्टर पर डिक्रिप्टर है परिणाम हमेशा सही होने चाहिए और दूसरी बात यह भी ध्यान दें कि इनपुट्स का यह अवरोधन ट्रिगर कोड को सक्रिय होने से रोक देगा उदाहरण के लिए अगर चीट कोड एक 0xCAFEBEEF है तो हमारे पास 0xCAFEBEEF यहां संग्रहीत है जो अब हमलावर को उम्मीद होगी कि जब वह 0xCAFEBEEF के बराबर इनपुट देता है तो यह तुलनात्मक आउटपुट को 1 में बदल देगा और दुर्भावनापूर्ण लॉजिक को सक्रिय करने और आउटपुट परिणाम बदलने के लिए मजबूर करेगा अब हमने जो किया है हम यहाँ एक एनक्रिप्टर्स पेश कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से इनपुट को बाधित करता है और जब एक इनपुट के रूप में आपूर्ति की जाती है तो 0xCAFEBEEF को वास्तव में कुछ अलग मूल्य पर मैप किया जाता है और इसलिए जो चीट कोड संग्रहीत है उससे मेल नहीं खाएगा और जो हमलावर होगा इस मल्टीप्लेक्स को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा तो इस तरह के डेटा को बनाने का एक आदर्श तरीका होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है इस तकनीक को वास्तव में 2009 में क्रेग जेंट्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था यहां ऐसा होता है कि मेमोरी कंट्रोलर को एन्क्रिप्टेड डेटा प्रदान करने में सक्षम माना जाता है उदाहरण के लिए S 5 और 7 यह होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन का उपयोग करके एन्क्रिप्ट हो जाता है और फिर मेमोरी कंट्रोलर इस एन्क्रिप्टेड डेटा पर कार्य कर सकेगा और फिर अपना परिणाम प्रदान करेगा डिक्रिप्टर तब डिक्रिप्ट करने में सक्षम होगा और इनपुट के लिए सही मान प्राप्त करेगा हालाँकि होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन विशेष रूप से इस तरह के उपयोगों के लिए अभ्यास में प्राप्त करना काफी कठिन है और इसलिए हमें वैकल्पिक विकल्पों की आवश्यकता होगी इसलिए पेपर में जो प्रस्तावित किया गया था वह वास्तव में संचालन के प्रकार को गैर कम्प्यूटेशनल और कम्प्यूटेशनल में विभाजित करना था इसलिए हार्डवेयर घटक जैसे राउटर इंटरकनेक्ट मेमोरी कैश मेमोरी बफ़र रजिस्टर और इसी तरह गैर कम्प्यूटेशनल हार्डवेयर इकाइयाँ हैं इसलिए ये गैर कम्प्यूटेशनल हैं क्योंकि यह वास्तव में डेटा को संशोधित नहीं करता है बल्कि वे या तो डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा को विशिष्ट स्थानों पर रूट करते हैं इत्यादि इसलिए इस तरह की गैर कम्प्यूटेशनल हार्डवेयर इकाइयों के साथ डेटा को प्रदान करना काफी आसान है जो कुछ गुप्त डेटा के साथ इनपुट पर सिर्फ एक EX OR आवश्यक है तो यह EX OR तब विशिष्ट इनपुट को मैप करेगा जो पूरी तरह से अलग है और इसी तरह कुछ भी जो यहां पर संग्रहीत है वही सीक्रेट EX OR है जो संबंधित आउटपुट प्राप्त करने के लिए है इसलिए उदाहरण के लिए अगर हमारे पास यह मेमोरी कंट्रोलर है तो हम संभवतः क्या कर सकते हैं यदि आपका इनपुट 5 है तो आप EX OR एक निश्चित विशिष्ट कुंजी के साथ करें और 8 का मान प्राप्त करें इसलिए EX ORING द्वारा इसी तरह फिर से आउटपुट 8 उसी कुंजी के साथ आप फिर से 5 प्राप्त करते हैं इनपुट 7 को समान तरीके से लेते हुए इसे एक विशिष्ट कुंजी के साथ एन्क्रिप्ट करके 4 प्राप्त करते हैं और दूसरे पर जब हमारे पास 4 होते हैं तो हम इसे 7 को वापस लाने के लिए उसी कुंजी के साथ डिक्रिप्ट करते हैं तो यह ट्रिगर को रोक देगा अब हम कहते हैं कि यदि इस मेमोरी कंट्रोलर में एक हार्डवेयर ट्रोजन है जो इस चीट कोड पर आधारित है और हम यह मान लेते हैं कि चीट कोड का मान 5 है हमलावर 5 के मान को यह कहते हुए भेजता है कि ट्रिगर सक्रिय हो जाएगा यह इस मामले में नहीं होगा क्योंकि वास्तव में 5 का मूल्य 8 से एन्क्रिप्टेड हो रहा है और इसलिए वास्तव में ट्रिगर को सक्रिय नहीं करेगा अब कम्प्यूटेशनल केस के लिए डेटा ऑबफ्यूजेशन प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है अब अगर हमारे पास एक मॉड्यूल है जो वास्तव में कुछ की गणना करता है तो यह ALUs FPUs डिकोडर या कोई अन्य कस्टम लॉजिक होगा जो वास्तव में इन चीजों को बाधित करने के लिए बहुत मुश्किल है और यह एक मामले के आधार पर किया जाना है उदाहरण के लिए यदि कोई ALU है और ALU के भीतर एक गुणक है अब हमें गुणक को इनपुट करने के लिए बाध्य करना होगा और अंत में मूल परिणाम प्राप्त करने के बाद ऑबफ्यूजेशन को हटाना होगा इसलिए यह बहुत आसान नहीं है और केस टू केस आधार पर किया जाना चाहिए Refer Slide Time 1949 एक और तरीका सीक्वेंस चीट कोड से ट्रिगर्स बनाया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि 0xCAFEBEEF जैसे विशेष अनुक्रम को विशिष्ट अनुक्रम में ही प्राप्त किया जाता है तो यह विशेष ट्रोजन यदि इस हार्डवेयर इकाई में मौजूद है तो यह सक्रिय हो जाएगा इसलिए हमने हार्डवेयर ट्रोजन पर पहले व्याख्यान में इस सीक्वेंस चीट कोड के उदाहरण देखे थे और हमने देखा था कि हार्डवेयर ट्रोजन द्वारा एक स्टेट मशीन को कैसे रखा जाएगा ताकि ट्रांजीशन की पहचान हो सके जब भी ये विशिष्ट इनपुट प्राप्त हों और अंततः 0 से 1 की और ट्रिगर को स्थानांतरित करें और इस तरह पेलोड को सक्रिय करने और गुप्त जानकारी लीक होने के लिए मजबूर कर सके इसलिए एक तरीका जिससे हम इस अनुक्रम आधारित चीट कोड को तोड़ सकते हैं वह रीऑर्डरिंग हैयह मानते हुए कि इन विभिन्न इनपुटों और किसी इनपुट के बीच कोई निर्भरता नहीं है स्वतंत्र रूप से किसी भी समय आ सकते हैं यदि हम इन इनपुट्स को तोड़ते हैं उदाहरण के लिए यदि प्रदान किए गए इनपुट A B और C को ऑर्डर A C और B में व्यवस्थित करता है और इसे यहां डालते है और हम गणना किए जाने के बाद परिणाम को पुनः व्यवस्थित करते हैं तो यह काम क्यों करेगा बता दें कि हमलावर ने अनुक्रम आधारित चीट कोड को A B और C के रूप में रखा है अब हमलावर इनपुट के रूप में A B और C भेज रहा है और उम्मीद कर रहा है कि चीट कोड का यह अनुक्रम हार्डवेयर ट्रोजन को ट्रिगर करेगा और इस तरह पेलोड होगा तो आंतरिक रूप से यह ट्रिगर सटेट मशीन द्वारा होगा जो A से B तक और फिर अंत में C और इस क्रम में जाने के कारण चलता है और फिर ट्रिगर को सक्रिय करने का कारण बनता है अब चूंकि हमने इन इनपुट्स को A B C से A C B में बदल दिया है यह स्टेट मशीन कभी भी अपनी अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचेगी और इसलिए ट्रिगर कभी भी सक्रिय नहीं होगा और इसलिए पेलोड नॉन फंक्शनल होगा अनुक्रम आधारित चीट कोड को संभालने का एक और तरीका है मनमाने ढंग से कुछ यादृच्छिक इनपुट सम्मिलित करना ताकि उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया इनपुट A B और C है और हमलावर वास्तव में A तब B और फिर अंत में C के लिए विशेष रूप से प्रतीक्षा कर रहा है और यादृच्छिक इनपुट D वास्तव में इस अनुक्रम को तोड़ देगा और फिर हार्डवेयर ट्रोजन को सक्रिय होने से रोक देगा इसलिए इन हार्डवेयर ट्रोजन को ध्यान में रखते हुए सर्किट या सिस्टम को डिजाइन करना और जिस तरह से ट्रोजन ट्रिगर्स को डिजाइन किया जा सकता है वह उन मामलों को काफी कम कर सकता है जहां ट्रोजन विशेष हार्डवेयर मॉड्यूल में सक्रिय हो सकते हैं हालांकि जैसा कि हमने देखा है कि ऐसे कई मामले या कई सर्किट हैं जहां इस तरह के डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल है ऐसे मामलों में सबसे खराब स्थिति यह है कि हम वास्तव में दो इकाइयों को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन कर सकते हैं और दोनों इनपुट इन दोनों इकाइयों में भेजे जाते हैं और आउटपुट पर सत्यापित होते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही जटिल सर्किट है उदाहरण के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिदम को लेते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिथ्म में कोई ट्रोजन नहीं है हम जो कर सकते थे वह है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से एक और इकाई A डिजाइन कर सकते हैं और संभवतः बस इस इकाई को पूरी तरह से अलग वातावरण में फैब्रिकेटेड किया जाता है और दोनों इकाइयों को एक ही इनपुट देते हैं तो यह दोनों इकाइयाँ बिल्कुल एक ही कार्यक्षमता करती हैं और अगर कोई ट्रोजन नहीं है और वही आउटपुट देगा अब यदि उदाहरण के लिए हम एक विशिष्ट इनपुट विशिष्ट समय या एक विशिष्ट चीट कोड प्रदान करते हैं जो इस इकाई में से किसी एक में कार्यक्षमता को ट्रिगर करता है तो परिणाम यूनिट A और यूनिट A' के बीच अलग अलग होंगे और परिणामस्वरूप चेकर इस अंतर को यहां पहचान लेगा और तब होने वाले निष्पादन को होने से रोक देगा धन्यवाद